सोलर सेल के PV सेल्स को यदि उपयोगी बनाना है ताकि यह पावर अनुप्रयोगों में उपयोग किया जा सके तो इसके पावर को बढ़ाने की आवश्यकता होगी जिसका अर्थ है कि वोल्टेज 06V से बहुत ज्यादा हो और करंट भी बहुत ज्यादा हो तो इसके लिए PV सेल्स को कई PV सेल्स को एक मॉड्यूल बनाने के लिए श्रेणी क्रम या समानांतर या दोनों के संयोजन में जोड़ने की आवश्यकता होती है अब यह किया जा सकता है क्या हम PV सेल्स को श्रेणी क्रम में सीधे जोड़ सकते हैं क्या हम PV सेल्स को सीधे समानांतर में जोड़ सकते हैं क्या घटित होगा यदि PV सेल्स के एक सेट में दूसरे सेट के संबंध में अलग अलग विशेषताएं हो शेडिंग के कारण ऐसा होने की संभावना है यदि कोई शेड छाया या एक शैडो परछाई है जो मॉड्यूल के एक हिस्से पर पड़ता है तो कुछ PV सेल्स में मॉड्यूल के अन्य हिस्सों की तुलना में कम इनसोलेशन होगा तो ऐसी स्थिति के तहत परिणामी विशेषताओं I V विशेषताओं पर क्या घटित होगा या ये असमान सेल जो की श्रेणी क्रम या समांतर में जुड़ी हुई है पूरे मॉड्यूल या व्यक्तिगत सेल पर कोई हानिकारक प्रभाव उत्पन्न कर सकती हैं क्या हम कोई सुरक्षात्मक उपाय कर सकते हैं ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हमें चर्चा करने की आवश्यकता है साथ ही इनको समझना अध्ययन करना और इनका समाधान करने की आवश्यकता है तो यह वह है जिसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे तो पहले हम श्रेणी क्रम में जुड़े हुए सेल लेते हैं तो सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ता हूं हम केवल दो सेल लेते हैं और देखते हैं कि हम उन्हें श्रेणी क्रम में किस प्रकार जोड़ते हैं तो हम जानते हैं कि एक PV सेल को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है आप एक सेल लीजिए फिर एक और दूसरा सेल लीजिए अब ये दो सेल अगर हमें श्रेणी क्रम में जोड़ने हैं तो हम यह करेंगे कि इन दो टर्मिनलों को जोड़ते हैं तो यह पहले पीवी सेल के लिए और है यह दूसरे सेल के लिए और और निश्चित रूप से आप एक बाहरी लोड को कनेक्ट करेंगे और मैं इसे अभी के लिए एक साधारण प्रतिरोध लोड के रूप में प्रस्तुत करूंगा यह कोई भी लोड हो सकता है जो पीवी सेल के अनुकूल हो तो हम लोड को इस तरह से जोड़ेंगे और हम टर्मिनल विशेषताओं परिणामी टर्मिनल विशेषताओं में रुचि रखते हैं तो चलिए यह परिणामी टर्मिनल वोल्टेज VT सेट करते हैं और यह परिणामी टर्मिनल करंट iT है मैं इसे T कहूँगा और हमें इस संबंध में कहना चाहिए इसलिए हमारे पास अलग अलग सेल है मैं पहले सेल के लिए VT1 कहूंगा और दूसरे सेल के लिए VT2 कहूंगा और जब आप इसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो आप देखते हैं कि दोनों सेल का करंट एक जैसा होगा और वे iT होंगे इसलिए यहाँ प्रतिबंध है कि iT1 iT2 जो iT के बराबर है क्योंकि वे श्रेणी क्रम में में जुड़े हुए हैं अब iT1 और iT2 क्या है तो मैं कहूँगा कि यह iT2 है और मैं इसे iT1 कहूँगा जहाँ तक करंट का संबंध है और उनके श्रेणी क्रम में होने से iT1 iT2 iT और वोल्टेज के संबंध में VT1 VT2 VT के बराबर है अब ये दो प्रतिबंध हैं जो यहां उनके बीच उस संबंध बनाने के कारण लागू होती हैं तो यह दो PV सेल का श्रेणी क्रम कनेक्शनसंबंध होगा आइए अब हम यहां इन ब्लॉक PV सेल सिंबल को PV सेल के अनुमानित मॉडल के साथ बदलने की कोशिश करते हैं ताकि हम करंट और वोल्टेज का खेल बहुत स्पष्ट तरीके से समझ सकें यह एक PV सेल मॉडल है यह VT टर्मिनल वोल्टेज है यह iT है जो टर्मिनल के माध्यम से प्रवाहित होने वाला करंट है यदि टर्मिनल पर एक श्रेणी क्रम प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो श्रेणी क्रम प्रतिरोध RS है और RSH शंट प्रतिबाधा या शंट नॉन आइडियलिटी है व्यापकता के नुकसान के बिना हम इन दो नॉन आइडियलिटी को हटा सकते हैं ताकि श्रेणी क्रम और श्रेणी क्रम से संबंधित प्रभाव को समझना बहुत आसान हो जाए और इसलिए आइए पहले इन आइटम को हटाने का प्रयास करें यह अब PV सेल का एक अधिक आदर्श मॉडल बन गया है आइए हम PV सेल के इस मॉडल को PV सेल सिंबॉलिक प्रतीकात्मक ब्लॉक में सब्सीट्यूट प्रतिस्थापित करते हैं जिसका हमने उपयोग किया है और PV सेल के श्रेणी क्रम व समानांतर समानांतर प्रभाव को समझने की कोशिश करते हैं अब इस श्रेणी क्रम सर्किट में हम PV सेल सिंबॉल प्रतीक को आदर्श PV सेल मॉडल से बदलते हैं इस मॉडल के सिंबल प्रतीक को बदलने पर आप देखते हैं कि PV सेल 1 को बदल दिया गया है और सर्किट इस तरह का हो गया है अब अगर हम PV सेल 2 को भी आदर्श वाले मॉडल के साथ बदलते हैं तो हमारे पास ऐसे दो सर्किट है दोनों सिंबलप्रतीक को आदर्शित मॉडल द्वारा रिप्लेस प्रति स्थापित किया जा चुका है अब इस सर्किट कॉन्फ़िगरेशन के संबंध में उनको समझना बहुत आसान हो जाएगा आइए देखें कि 2 श्रेणी क्रम सेल कैसे काम करते हैं और इन 2 श्रेणी क्रम सेल की परिणामी I V विशेषता क्या होगी अब यह वह सर्किट है जिस पर हमने अभी चर्चा की है और हम I वर्सेस VT विशेषता को देखना चाहते हैं इसके लिए हम x और y अक्ष खींचते हैं x अक्ष VT का वोल्टेज अक्ष है जो कंबाइंड सिस्टम संयुक्त प्रणाली में टर्मिनल वोल्टेज को प्रदर्शित करता है y अक्ष करंट अक्ष है तो यह I V अक्ष टर्मिनल करंट और टर्मिनल वोल्टेज को प्रदर्शित करता है अब हमें इस तरह की विशेषता कैसे मिले जिसमें PV सेल को प्रदर्शित करने वाले Voc1 और Ioc1 हो अब एक और विशेषता जो PV सेल 1 की विशेषता पर आरोपित है वह है PV सेल 2 की विशेषता PV सेल 2 की विशेषता PV सेल 1 की विशेषता के समान ली गई है जिसमें VOC1 और VOC 2 समान है और ISC2 ISC1 के समान है अब इन दो सेल विशेषताओं पीवी सेल 1और पीवी सेल 2 की विशेषता को संयोजित कर कंबाइंड सिस्टम संयुक्त प्रणाली की विशेषता प्राप्त किया जाना है अब हम कहते हैं कि यह कंबाइंड सिस्टम संयुक्त प्रणाली का एक ऑपरेटिंग बिंदु है और यह इस प्रतिबंध द्वारा प्राप्त किया जाता है की संयोजन का वोल्टेज प्रत्येक सेल के वोल्टेज के योग के बराबर होगाअर्थात जो PV सेल 1 वोल्टेज प्लस PV सेल 2 वोल्टेज है इसलिए यदि आप x अक्ष लेते हैं तो एक ऑपरेटिंग बिंदु Voc1 है और Voc2 को इसे जोड़ते हैंऔर आप इस ऑपरेटिंग बिंदु की तरह एक और ऑपरेटिंग बिंदु प्राप्त करेंगे क्योंकि दोनों सेल के माध्यम से बहने वाला करंट समान है यह भी एक होगा बाहरी बिंदु एक और ऑपरेटिंग बिंदु है इसलिए आपके पास दो ऑपरेटिंग बिंदु हैं एक सरल सरलीकृत तरीके से हम अब इन दो ऑपरेटिंग बिंदुओं को दिखाए गए विशेषता में मिलाते हैं तो यह हरे रंग का महासागर होगा दो श्रेणी क्रम PV सेल की संयुक्त विशेषताएं होगी और मुझे ध्यान देना चाहिए कि यह एक नगण्य समाधान है यहां और कई समस्याएं हैं दो PV सेल की विशेषताएं समान नहीं होगी उनकी विशेषताएं कभी भी समान नहीं होगी और हमें यह देखने की जरूरत है कि ऐसी स्थिति में क्या घटित होता है